औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण पर NPTEL पाठ्यक्रम के पाठ 10 में आपका स्वागत है इसलिए आज हम डेटा अधिग्रहण प्रणालियों के बारे में बात करने जा रहे हैं और इससे पहले कि हम निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्णन करें मुझे कुछ शब्द कहने चाहिए कि वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं आप जानते हैं अब तक के पाठ्यक्रम में प्रथम दो पाठ में हमने औद्योगिक स्वचालन पिरामिड को देखा है इसलिए हमने देखा कि उन्नत स्वचालन की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि बहुत अधिक डेटा ऊपर और नीचे प्रवाह होता है डेटा वास्तव में कंप्यूटर में प्रवेश करता है और यह सब कंप्यूटर के बारे में है क्योंकि ऑटोमेशन पिरामिड की हर परत पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हैं जो बहुत सारे रीयल टाइम कंप्यूटिंग करते हैं और वे अनुकूलन आदि को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार औद्योगिक के लाभ स्वचालन वास्तव में महसूस किया जाता है इसलिए एक स्तर से दूसरे स्तर तक बहुत अधिक डेटा प्रवाह होता है और अब यह सारा डेटा जो वास्तव में मूल रूप से संयंत्र प्रवाह से प्राप्त किया जाता है जहां वास्तविक मशीनें संयंत्र से औद्योगिक उपकरण वास्तव में सेंसर के माध्यम से इन कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं इसलिए हमने सेंसर का अध्ययन किया है कि इन प्रक्रिया मात्राओं को कैसे महसूस किया जाता है और आज हम डेटा अधिग्रहण सिस्टम को देखकर अपने सेंसर मॉड्यूल को समाप्त करने जा रहे हैं जो एक तरफ सेंसर से इंटरफेस करेगा और दूसरी तरफ कंप्यूटर से इसलिए इन प्रणालियों के माध्यम से डेटा होगा आमतौर पर यह एनालॉग होता है कुछ डिजिटल डेटा भी हो सकता है इसलिए एनालॉग डेटा सेंसर के माध्यम से आएगा जो उनके भौतिक रूपों से कुछ विद्युत रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर डेटा अधिग्रहण प्रणालियों के माध्यम से कंप्यूटरों में डिजिटल रूप में आ जाएगा और फिर वे प्रवाहित हो जाएंगे उनका उपयोग इन कंप्यूटरों में रहने वाले विभिन्न एल्गोरिदम द्वारा किया जा रहा है और वे विभिन्न प्रसंस्करण के बाद अन्य कंप्यूटरों से संवाद करते हैं और स्वचालन के विभिन्न स्तरों पर उपयोग किए जाते है तो आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह यह है कि जो डेटा सेंसर से आ रहा है वह कंप्यूटर में कैसे आता है या डिजिटल डेटा कैसे प्राप्त किया जाता है ठीक है तो यह आज के पाठ का विषय है इसलिए आगे बढ़ते हुए तो हमारा निर्देशात्मक उद्देश्य विशिष्ट डेटा अधिग्रहण प्रणालियों की संरचना और घटकों से परिचित होना और सेंपलिंग प्रक्रिया के मूल तंत्र को समझना है आप जानते हैं जिसके द्वारा डेटा नमूनाकरण और परिमाणीकरण किया जाता है क्योंकि जब हमारे पास डिजिटल डेटा होता है तब निरंतर प्रक्रिया पर हमारे पास सभी बिंदु नहीं होती लेकिन हमारे पास अंक हैं संकेतों के मान हैं जो निकट अंतराल पर या सेंपलिंग समय के अंतराल पर हैं और यह केवल यह नहीं है यह एक नहीं है क्योंकि हम कंप्यूटर और कंप्यूटर में इसे हेरफेर करने जा रहे हैं हालांकि इसमें बड़ी संख्या में बिट्स हैं और आमतौर पर परिमाणीकरण एक मुद्दा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है लेकिन फिर भी एक परिमाणीकरण मुद्दा भी है और यह महत्वपूर्ण है या नहीं यह इस कंप्यूटर पर निर्भर करता है इसलिए यदि यह 8 बिट कंप्यूटर है तो यह महत्वपूर्ण हो सकता है यदि यह 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटर है तो यह महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है किसी भी मामले में हम नमूनाकरण और परिमाणीकरण की मूल अवधारणा पर एक नज़र डालेंगे और अंत में हम कुछ विशिष्ट सर्किट आर्किटेक्चर देखेंगे और भौतिक रूप से यह कैसे एनालॉग विद्युत संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरफ़ेस हैं इसलिए हम उस पर गौर करेंगे इसलिए ये मूल उद्देश्य हैं अब डेटा अधिग्रहण प्रणाली पर आते हैं यह आंकड़ा क्या है पहले हम इसे परिभाषित करना चाहते हैं इसलिए हम इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों का एक संग्रह है तो यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को भौतिक संकेत प्राप्त करने में सक्षम बनाता है तो आप देखते हैं कि यह चित्र एक प्रक्रिया शायद मुझे अपना कलम बदलना पड़े तो फिर से यह एक प्रक्रिया है और यहां विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर हैं उदाहरण के लिए डेटा पहले सिग्नल कंडीशनिंग मॉड्यूल के माध्यम से प्रवेश कर सकता है यह कभी कभी सीरियल डेटा भी हो सकता है यह PLCs में जा सकता है यह आपके माध्यम से जा सकता है कि ये कुछ एक्चुएटर हैं उदाहरण के लिए यह ऐसा दिखता है यह एक वाल्व की तरह दिखता है जो एक मोटरयुक्त वाल्व की तरह होता है और अंत में इन सभी उपकरणों से डेटा अधिग्रहण के प्रक्रियाओं के माध्यम से यह एक कंप्यूटर में जाता है तो एक बार जब यह कंप्यूटर में इस प्रकार से आ जाता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को जानते हैं और कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर रहता है इसलिए यह सॉफ्टवेयर दो काम करता है यह सबसे पहले इन कार्डों को इन डेटा को कंप्यूटर या अन्य इंटरफेस में स्थानांतरित करने में मदद करता है और दूसरी बात यह डेटा के वास्तविक उपयोग में मदद करता है जो कि प्रदर्शन के मामले में निर्णय लेने प्रवृत्ति अलार्म उत्पन्न करने के संदर्भ में है इसलिए इसमें से कुछ का उपयोग उस कंप्यूटर पर ही किया जा सकता है जहां इसे अधिग्रहित किया जा रहा है और इसमें से कुछ को वास्तव में कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से सिस्टम के अन्य भागों में प्रेषित किया जा सकता है तो उस बिंदु पर यह शुद्ध कंप्यूटर संचार बन जाता है इसलिए हम मुख्य रूप से सिस्टम के इस हिस्से को देखने जा रहे हैं जहां संयंत्र पर विभिन्न उपकरणों से डेटा सीधे कंप्यूटर में जाता है तो आइए हम पहले एक ब्लॉक आरेख को देखें और प्रमुख कार्यक्षमता देखें मुझे क्षमा करें मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है हाँ तो यह है इस ब्लॉक आरेख में हमारे पास यह भौतिक प्रक्रिया है फिर से पेन का परिवर्तन कर रहा हूं यह भौतिक प्रक्रिया है और फिर यह सेंसर है यहाँ तक हम वास्तव में समझते हैं अब सेंसर से अब जैसा कि हमने सीखा है सेंसर में हमारे पास कुछ सिग्नल कंडीशनिंग है लेकिन साथ ही सिग्नल कंडीशनिंग की अतिरिक्त आवश्यकता हो सकती है या कुछ मामलों में सेंसर सिग्नल कंडीशनिंग सिग्नल कंडीशनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रखना संभव नहीं है सेंसर पर कभी कभी प्रवर्धन जैसी चीजों द्वारा सिग्नल कंडीशनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स को डेटा अधिग्रहण कार्ड के हिस्से के रूप में रखा जा सकता है इसलिए आपके पास यहां ऐसी सिग्नल कंडीशनिंग है जो आमतौर पर एनालॉग सिग्नल कंडीशनिंग है और फिर आपके पास एक सैंपलिंग और होल्ड सर्किट है जिसे रखा गया है जिसका अर्थ है कि हम देखेंगे कि यह क्या करता है और फिर अंत में यह एक सर्किट के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र में जाता है जिसे आमतौर पर डिजिटल कनवर्टर या ADC के एनालॉग के रूप में संदर्भित किया जाता है यह एक बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है और फिर ADC के आउटपुट पर आपके पास बिट्स हैं इसलिए आपके पास कई बिट्स हैं जो एक विशेष सैंपलिंग इंस्टेंट पर एनालॉग सिग्नल के मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर वो बिट हैं जिन्हें कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जाना है इसलिए आपको एक इंटरफेसिंग तंत्र की आवश्यकता है जिसके द्वारा कंप्यूटर डिजिटल डेटा को स्वीकार कर सकता है तो ये विशिष्ट हैं आप जानते हैं यह वह हिस्सा है जो डेटा अधिग्रहण प्रणाली कहा जाता है यह डेटा अधिग्रहण प्रणाली है जिसे कभी कभी DAS के रूप में संदर्भित किया जाएगा इसलिए यह समग्र प्रक्रिया संवेदन भाग सेंसर से आता है जो आमतौर पर सिग्नल कंडीशनिंग का हिस्सा नहीं है और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडीशनिंग है वह है फिर मल्टीप्लेक्सिंग सैंपल एंड होल्ड हो सकता है मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो देख रहा है अगर आपके पास कई एनालॉग सेंसर हैं तो आप बहुत जल्दी चैनल स्कैन करते हैं तो पहले इसे देखते हैं यह इसे डिजिटल में बदलता हैं और यह भी इसे डिजिटल में परिवर्तित करता है और इसी तरह इसे मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है और फिर सैंपल एंड होल्ड किया जाता है इसलिए उस छोटे अंतराल के लिए सिग्नल को सैंपलिंग और होल्ड करना जब इसे परिवर्तित किया जा रहा हो फिर एडीसी रूपांतरण जो डिजिटल में बदलने और कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करने की प्रक्रिया है और फिर अंत में यह भी डेटा अधिग्रहण बोर्ड का सख्ती से हिस्सा नहीं है लेकिन कभी कभी यह वास्तविक अधिग्रहण का हिस्सा होता है जिसे डेटा अधिग्रहण प्रणाली का हिस्सा माना जाता है क्योंकि आम तौर पर डेटा अधिग्रहण विक्रेता आपको विभिन्न प्रकार के घटक ही नहीं देंगे बल्कि आपको सॉफ्टवेयर भी प्रदान करेंगे जो इनके साथ काम करता हैऔर डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं इसे स्कैन कर सकते हैं इसे स्टोर कर सकते हैं इसे ट्रेंड कर सकते हैं इसका विश्लेषण कर सकते हैं तो उपयोग में आसानी के लिए सॉफ्टवेयर की विभिन्न कार्यक्षमता भी प्रदान की जाती है इसलिए आप एक विशिष्ट डेटा अधिग्रहण प्रणाली में यही करते हैं तो हम सिग्नल कंडीशनिंग में क्या करते हैं प्रवर्धन पर जाएं यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि हम विस्तार से देखेंगे यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक AD कन्वर्टर जिसे डायनेमिक रेंज कहा जाता है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एनालॉग सिग्नल जिसे आप AD कन्वर्टर के इनपुट पोर्ट पर प्रस्तुत कर रहे हैं AD कन्वर्टर की डायनेमिक रेंज का उपयोग करता है अन्यथा आपको सन्निकटन त्रुटियाँ होने वाली हैं आवश्यकता से बड़ी सन्निकटन त्रुटियाँ हैं इसलिए रिज़ॉल्यूशन बढ़ाने के लिए सिग्नल को बढ़ाना महत्वपूर्ण है आमतौर पर आइसोलेशन की आवश्यकता होती है क्योंकि फील्ड सिग्नल कभी कभी उच्च बड़े हो सकते हैं उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि ये एनालॉग चैनल आम तौर पर सिंगल एंडेड या डिफरेंशियल के रूप में आते हैं तो जब आपके पास सिंगल एंडेड है तो इसका मतलब है कि यह लाइन यह मान जो एनालॉग वोल्टेज का मान होने वाला है वास्तव में AD कनवर्टर के ग्राउंड इलेक्ट्रिकल ग्राउंड के सापेक्ष में है इसलिए AD कन्वर्टर भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसलिए जब आप इसे सिंगल एंडेड मोड में लागू कर रहे हैं तो इस वोल्टेज को एडी कनवर्टर द्वारा अपनी ग्राउंड के सापेक्ष में मापा जाएगा और फिर इसे उस मान में परिवर्तित कर दिया जाएगा जब आप इसे एक अंतर देते हैं तो क्या होता है कि AD कन्वर्टर को दो इनपुट दिए जाते हैं तो एक प्लस होता है और एक माइनस टर्मिनल होता है और इन दोनों सिग्नलों में अंतर सही दिया जाता है तो यह इस की क्षमता ग्राउंड से काफी भिन्न हो सकती है तो अब वोल्टेज अंतर V प्लस और V माइनस वास्तव में आपको मिलने वाला सिग्नल वैल्यू V प्लस माइनस V माइनस के समानुपाती होगा अब यह V प्लस माइनस V माइनस काफी उच्च वोल्टेज पर हो सकता है यदि वे मोटर वाइंडिंग से आ रहे हैं मान लीजिए कि आप मोटर वाइंडिंग का तापमान मापना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है वास्तव में यदि आप ऐसे उच्च वोल्टेज को AD कन्वर्टर से विद्युत रूप से जोड़ते हैं तो यह क्षतिग्रस्त हो सकता है इसलिए आप क्या करते हैं आप एक आइसोलेशन सर्किट लगाते हैं जैसे कि इनपुट साइड वास्तव में आउटपुट साइड के साथ गैल्वेनिक रूप से अलग थलग होता है आपके पास आइसोलेशन के विभिन्न तंत्र होते हैं जैसे ऑप्टिकल कैपेसिटर आधारित या ट्रांसफॉर्मर आधारित इंडक्टिव कपलिंग वगैरह फिर आपके पास फ़िल्टरिंग है शोर हटाने के लिए फ़िल्टरिंग की आवश्यकता है जैसा कि हम देखेंगे कि यह एंटी अलियासिंग नामक एक घटना के लिए भी आवश्यक है इसलिए हम सिग्नल कंडीशनर में कुछ रैखिककरण कर सकते हैं या कभी कभी आप डिजिटल डेटा अधिग्रहण के लाभों के रूप में रैखिककरण कर सकते हैं आप रैखिककरण शायद सॉफ्टवेयर में बहुत अधिक आसानी से कर सकते हैं अब आपके पास AD रूपांतरण प्रस्तुत करने से पहले प्रत्येक एनालॉग चैनल है अब यदि आप देखें तो कोई मानक डेटा अधिग्रहण प्रणाली जो आमतौर पर निर्दिष्ट करेंगे कि वे एक साथ आठ एनालॉग चैनल ले सकते हैं अब आप एक साथ आठ एनालॉग चैनल कैसे प्राप्त करेंगे तो आम तौर इसे मल्टीप्लेक्सिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है तो आमतौर पर एनालॉग संकेतों के इन चार चैनलों को इन चार इनपुटों पर प्रस्तुत किया जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं जिन्हें इस एड्रेस संकेतों के आधार पर चालू या बंद किया जा सकता है तो शायद यह 0 0 है यह 0 1 है यह 1 0 है और यह 1 1 है तो क्या होता है कि अगर आप इस स्विच को बंद करते हैं तो यह सिग्नल कनेक्ट हो जाता है वास्तव में यह यहां जुड़ा नहीं है यह सैंपल एंड होल्ड में जाता है और दूसरी तरफ अगर यह सिग्नल जुड़ा हुआ है तो AD रूपांतरण में जाता है इसलिए वास्तव में यदि आप इन चार स्विचों को त्वरित क्रम में जोड़ते हैं तो मान लीजिए कि ओवरटाइम अंतराल अर्थात समग्र समय अंतराल डेल्टा T है अब इस डेल्टा T के भीतर यदि आप डेल्टा टी को 4 से विभाजित करते हैं और फिर इन स्विचों को लागू करते हैं पर ये एक के बाद एक उस समग्र समय डेल्टा T के भीतर फिर प्रत्येक डेल्टा T अंतराल में आपको इन संकेतों के चार मान मिलेंगे तो अब यदि आप यदि आप समय के बीच इस मामूली अंतर को अनदेखा करने के इच्छुक हैं यदि समय इन संकेतों की भिन्नता की दर की तुलना में काफी करीब है तो आप एक तरह का अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये चार चैनल हैं वे सभी सिग्नल हैं और इन चार चैनलों का नमूना लेने के बाद आपको कंप्यूटर में चार मान मिलेंगे तो आप अपने भविष्य के उद्देश्य के लिए यह मान सकते हैं कि ये सभी सिग्नल के मान थे जो डेल्टा समय की शुरुआत में किसी समय अस्तित्व में थे डेल्टा T इसके बीच अंतर किए बिना आप जानते हैं डेल्टा t भाग 4 इसे मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है फिर हमारे पास सैंपल एंड होल्ड है इसलिए हमारे पास होल्ड क्यों है जबकि AD कन्वर्टर्स सिग्नल को परिवर्तित करते हैं सिग्नल को कभी कभी यह आवश्यक होता है कि सिग्नल इनपुट पर बनाए रखा जाए लेकिन इसके लिए स्विच द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप देखें कि स्विच को चालू और बंद होने में सीमित समय लगता है इसलिए आप एक और अतिरिक्त सर्किट स्विच पर लगाते हैं तो इस वोल्टेज को उस सर्किट से महसूस होने दें और फिर इस सर्किट को सैंपल एंड होल्ड कहा जाता है यह सर्किट ऐसा है कि यह उस वोल्टेज को होल्ड करेगा अब आप स्विच को फिर से खोल सकते हैं लेकिन यह वैल्यू होल्ड होगी और इसलिए AD कन्वर्टर वास्तव में इस होल्ड वैल्यू को देखेगा भले ही स्विच खोला गया हो इसलिए इस ओपनिंग में कुछ समय लगेगा और यह अगले स्विच को डेल्टा T भागा 4 बाद बंद करने के लिए तैयार होगा इसलिए इसे सैंपल एंड होल्ड प्रक्रिया कहा जाता है जहाँ एक विशेष समय के तत्काल मान को एक सर्किट के भीतर एक छोटे अंतराल के लिए बताया और रखा जाता है ठीक है इसे सैंपल एंड होल्ड कहा जाता है इसलिए स्विचिंग पॉइंट पर आप बहुत कम समय के लिए स्विच को बंद कर सकते हैं इसलिए आपको ये मान मिलते हैं ये नमूने हैं जबकि यह चैनल नंबर एक चैनल नंबर दो चैनल नंबर तीन और चैनल नंबर के लिए हो सकता है चैनल चार और फिर चैनल नंबर एक तो आपके पास ये चार चैनल हैं लेकिन होल्ड सर्किट के आउटपुट पर जब तक मान सेंस में नहीं आता है आप पाएंगे कि यह मान शून्य को ऊपर रखा जा रहा है फिर से होल्ड सर्किट को निर्देश दिया जाता है कि अब आप उस हेल्ड वैल्यू को जारी कर दे और अब नया वैल्यू प्राप्त करते हैं इसलिए जब तक अगला चैनल स्विच चालू हो जाता है और वैल्यू वहां स्थिर हो जाता है तब तक होल्ड सर्किट नए वैल्यू को महसूस करता है और फिर इसे अगले अंतराल के लिए रखता है तो यह इसे अगले अंतराल के लिए रखता है फिर से यह नए वैल्यू को महसूस करता है और फिर इसे फिर से रखता है तो सैंपल एंड होल्ड द्वारा यही होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें इसे पकड़ने की आवश्यकता है अन्यथा कभी कभी AD रूपांतरण त्रुटि में आ सकता है यदि सिग्नल इनपुट टर्मिनल से सिग्नल गायब हो जाता है तो AD कनवर्टर समस्याओं में पड़ सकता है इसलिए अब हमें मूल रूप से सिग्नल कंडीशनिंग इनपुट और AD कन्वर्टर इनपुट के बीच में देखने की जरूरत है यह ब्लॉक है जो वास्तव में दो काम करता है पहला यह कई चैनलों को मल्टीप्लेक्स करेगा और दूसरा इसे सैंपल एंड होल्ड करना होगा अब यह इसे दो तरीकों से कर सकता है और आप किसे चुनेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके सिग्नल कितनी तेजी से बदल रहे हैं और आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी तेज है तो यह एक ऐसा मामला है जहां आप इसे देखते हैं इसलिए हम पहले इस आर्किटेक्चर को प्रस्तुत करते हैं यह एनालॉग इनपुट सबसिस्टम है ठीक है तो यहां AD कनवर्टर है तो आप इन इनपुट सिग्नलों के बीच देख रहे हैं फिर सिग्नल कंडीशनिंग फिर AD कनवर्टर इनपुट है तो यहाँ इस मामले में आप क्या कर रहे हैं कि आपने प्रत्येक चैनल पर एक मल्टीप्लेक्सर लगाया है और फिर आप एंटी अलियासिंग फ़िल्टर डालते हैं यदि आप चाहें तो यह इस फ़िल्टर का एक हिस्सा भी हो सकता है क्योंकि अलग अलग चैनलों के लिए एंटी अलियासिंग फ़िल्टर अलग अलग हो सकता है और फिर यदि अलग अलग एंटी अलियासिंग फ़िल्टर की आवश्यकता नहीं है और यदि एंटी अलियासिंग फ़िल्टर की क्षणिक प्रतिक्रिया काफी तेज़ है तो आप वास्तव में एक एंटी अलियासिंग फिल्टर लगा सकते हैं और फिर एक सैंपल एंड होल्ड एम्पलीफायर लगाते हैं तो आप देखते हैं कि यह चैनल आप लागत बचा रहे हैं क्योंकि आप केवल एक एंटी अलियासिंग और फिल्टर और एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट डाल रहे हैं और सभी के लिए चार या आठ चैनल हैं इसलिए धारणा यह है कि अब हम इसे डेल्टा T के अंत मान के लिए प्राप्त करेंगे याद रखें कि ये चार मान वास्तव में सैंपल डेल्टा T भागा चार गुना हैं तो वे वास्तव में नमूने नहीं हैं वे सैद्धांतिक रूप से एक ही सटीक समय पर समान हैं अब अगर इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो एक फ़िल्टर और एक सैंपल एंड होल्ड रखना ठीक है और वह सस्ता है तो आप इस आर्किटेक्चर के लिए जाते हैं लेकिन अगर इससे आपको फर्क पड़ता है तो आपको अगले आर्किटेक्चर को देखना होगा जिसे एक साथ सैंपल एंड होल्ड सर्किट कहा जाता है जहां सिग्नल कंडीशनिंग के बाद सभी चैनलों के लिए आपके पास यह सैंपल एंड होल्ड होता हैयहां एक कंट्रोल सिग्नल है जो मैंने नहीं दिखाया है जो इन सभी सैंपल एंड होल्ड में जाएंगे ताकि प्रत्येक सैंपल एंड होल्ड एक साथ इन सभी चैनलों का सैंपल लेंगे जो अब संभव है क्योंकि आपने अलग अलग सैंपल एंड होल्ड सर्किट लगाए हैं इसलिए वे इसका इस्तेमाल करेंगे इसलिए अब यह वे मान धारण करेंगे इसलिए अब याद रखें कि जो मान यहां रखे जा रहे हैं वे उसी समय के नमूनों के अनुरूप हैं देखें कि वे थोड़ी देर बाद AD में पढ़े जा रहे हैं लेकिन वे समय तुल्यकालिक हैं इस अर्थ में कि वे चार मान एक ही समय में प्रक्रिया चर के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो एक साथ नमूना लिया और इसे एक साथ रखा और फिर इसे क्रमिक रूप से पढ़ा क्योंकि आपके पास एक AD कनवर्टर है यदि आपके पास अलग अलग AD कन्वर्टर्स थे तो शायद आप एक साथ AD रूपांतरण के लिए भी जा सकते थे लेकिन यह आमतौर पर शायद ही आवश्यक है क्योंकि AD कन्वर्टर्स काफी तेज हैं और क्योंकि हम प्रक्रियाओं भौतिक प्रक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए उनकी गतिशीलता काफी धीमी होगी और विज्ञापन कनवर्टर की गति सटीक से अधिक होगी इसलिए AD कनवर्टर महंगे हैं इसलिए आप एक से अधिक AD कन्वर्टर्स नहीं रखना चाहते हैं बल्कि इसके बदले आप एक से अधिक सैंपल एंड होल्ड चैनल रखना चाहेंगे